नमस्कार और हमारे मेकेनोबायोलॉजी के परिचय के 7 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले 2 व्याख्यानों से हम ECM नेटवर्क और ECM के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से कैसे ECM कुछ तंतुओं जैसे स्थलाकृति या इन तंतुओं के संरेखण के माध्यम से सेल फ़ंक्शन को नियंत्रित करता हैयह कठोरता और कैसे रासायनिक जैसे थोक गुण हैं उदाहरण के लिए कोलेजन नेटवर्क का घनत्व इसके भौतिक गुणों को प्रभावित कर सकता है या हम ECM नेटवर्क के भौतिक गुणों को कैसे मापेंगे इसलिए पिछले 2 व्याख्यानों में हमने बायोपॉलिमर नेटवर्क के यांत्रिक गुणों को निर्धारित करने के बारे में कुछ चर्चा की और उस संबंध में अंतिम कक्षा में हमारी कुछ चर्चा थी कि क्या हम एक ठोस या तरल के रूप में ECM नेटवर्क को चिह्नित करना चाहते हैं स्प्रिंग की तरह एक सरल ठोस के लिए एक तरल से एक ठोस को क्या अलग किया जाता है जब वे उन पर बल लागू करते हैं तो वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं एक ठोस के लिए आप जानते हैं कि जैसे ही बल लागू होता है आपके पास तात्कालिक विरूपण होता है और विरूपण इस तरह रहता है कि अंत या उस अवधि तक जिस पर बल लागू होता है और एक बार बल हटा दिए जाने के बाद यह ठोस हो जाता है यह मूल अविकसित विन्यास है हालाँकि यह ट्रैक करने के संदर्भ में कि यह कैसे ख़राब होता है या तनाव और खिंचाव के बीच क्या संबंध है हम इस बारे में कहते हैं कि एक सामग्री रैखिक रूप से लोचदार या गैर रैखिक रूप से लोचदार हो सकती है हमारा उससे क्या मतलब है एक तनाव खिंचाव वक्र में यदि यह तनाव एप्सिलॉन है जिसे मूल लंबाई द्वारा विस्तार द्वारा परिभाषित किया गया है और यह मेरा तनाव है इसे प्रति यूनिट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है तो अगर इस लाइन का ढलान तो यदि आपका तनाव बनाम खिंचाव रैखिक है तो यह ढलान इस ठोस की लोच का युवा मापांक है हालाँकि यदि कोई वक्र ऐसा दिखता है तो यह गैर रैखिक लोच है जहां आपका ढलान बदलता रहता है एक ठोस की तुलना में जो एक तरल पदार्थ के मामले में बल को हटा दिए जाने के तुरंत बाद मूल कॉन्फ़िगरेशन को पुन प्राप्त करता है जब आप किसी भी बल को सटीक रूप से हटाते हैं तो वह सबसे पहले प्रवाह जारी रखता है और जब आप बल निकाल देते हैं तो यह मूल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं जाता है जिस तरह से मैंने इसे यहां खींचा था यह ठोस के लिए है तनाव या संपीड़न के तहत तो E लोच के युवा मापांक से मेल खाती है तो मैं लिख सकता हूं कि tau का एक समान समीकरण G गामा के बराबर है जहां इस मामले में tau shear तनाव है जो हमने लागू किया था तो shear तनाव को एक स्पर्श दिशा में लागू किया जाता है और गामा शियर स्ट्रेन है और G शीयर मॉडुलस है इसलिए अंतिम कक्षा में मैंने आपको यह भी बताया है कि एक इनकंप्रेसिबल मटेरियल जो कि आपके E के लिए है मैं इसे केवल 3 G के रूप में लिख सकता हूं तो वे संबंधित हैं इस सवाल पर आते हैं कि क्या बायोपॉलिमर नेटवर्क ठोस या तरल है यह एक है यह वास्तव में ठोस और तरल पदार्थ की कुछ विशेषताओं को प्रदर्शित करता है और इसलिए इस शब्द का उपयोग विस्कोलेस्टिक के रूप में किया जाता है तो viscoelastic के लिए तो जब आप बल लागू करते हैं तो कुछ तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है जो व्यवहार के लोचदार घटक के लिए होती है और फिर प्रतिक्रिया के कुछ समय निर्भर करता है जो बल के श्यान घटक के लिए खाता है अब जब हम विरूपण के बारे में बात करते हैं जब किसी भी नेटवर्क को किसी भी प्रकार की ताकतों से अवगत कराया जाता है तो यह 2 तरह से ख़राब हो सकता है जिसमें एक मात्रा बदल सकती है और एक जिसमें आकार बदल सकता है मैक्रो आणविक स्तर पर अधिकांश बायोपॉलिमर नेटवर्क के लिए इसका मतलब है कि माइक्रोन स्केल या 100s के माइक्रोन रेंज में वॉल्यूम नहीं बदलता है यह सूक्ष्म पैमाने पर सही नहीं है तो आप एक मैक्रो रियोलॉजी और एक माइक्रो रियोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए वृहद पैमाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि इनमें से अधिकांश नेटवर्क हाइड्रेटेड होते हैं हालाँकि आकार बदलता है तो बस reemphasize करने के लिए तो लोचदार व्यवहार को ट्रैक करने के लिए लोच के लिए हमारे पास अभिव्यक्ति tau है जो G गामा के बराबर है गामा एक शीयर तनाव है tau एक शीयर तनाव है G लोच का शीयर मापांक है एक तरल के लिए आपके पास viscosity के समीकरण न्यूटन नियम हैं जो कहते हैं कि tau mu gamma dot के बराबर है तो यह शीयर नहीं है लेकिन शीयर दर पर निर्भरता है और mu viscosity का गुणांक है अब कल्पना कीजिए कि क्या मैं एक लोचदार इकाई को तरल के रूप में मानता हूं इसलिए यदि मैं एक निरंतर तनाव लागू करता हूं यह सही है इसलिए अगर मैं एक निरंतर तनाव लागू करता हूं तो मुझे पता है कि tau G गामा के बराबर है इसलिए यदि tau स्थिर है तो गामा भी स्थिर है तो इसका मतलब यह होगा कि यदि गामा स्थिर है तो गामा डॉट 0 है इसलिए अगर मुझे इस समीकरण पर विचार करना था tau mu gamma dot के बराबर है अगर मैं एक तरल पदार्थ के रूप में एक ठोस पर विचार करना चाहूंगा इसलिए क्योंकि गामा डॉट 0 है यह कहने के लिए mu अनंत है तो यह कहना है कि आदर्श लोचदार मटेरियल में अनंत श्यानता होती है और यही कारण है कि जब हम श्यानता मापते हैं या निरंतर शीयर के तहत प्रणालियों के रियोलॉजी की जांच करते हैं तो यह प्रासंगिकता की नहीं है क्योंकि अगर मटेरियल लोचदार है तो यह अनंत है दूसरे यदि आपके पास ECM नेटवर्क जैसा नाजुक मटेरियल है यदि आप उन्हें निरंतर शीयर के लिए उजागर करते हैं तो वे वास्तव में अलग हो जाएंगे तो वास्तव में उनके भौतिक गुणों की विशेषता नहीं रह जाती है इस कारण से कंपन माप का उपयोग करने के लिए आदर्श क्या है जैसा कि यहां लिखा गया है और मैंने कल इस बात पर संक्षेप में परीक्षण किया इसलिए कंपन माप के लिए मेरा गामा स्थिर नहीं है लेकिन यह एक sin वक्र है तो आपके पास गामा शून्य है आयाम है और फिर आपके पास आवृत्ति ओमेगा के साथ इस पर एक sin वक्र है इसलिए यदि मटेरियल विस्कोएलास्टिक होने के लिए है तो आपके t के सिग्मा में यह निर्भरता है जहां एक चरण बदलाव होता है तो चरण बदलाव क्या है अगर मुझे रेखित करना है अगर यह समय है और यह तनाव है इसलिए यह मेरा तनाव प्रोफ़ाइल होगा और यह देरी डेल्टा के अलावा और कुछ नहीं है तो डेल्टा का एक चरण बदलाव है तो यदि एक मटेरियल पूरी तरह से लोचदार था तो डेल्टा 0 है यदि मटेरियल पूरी तरह से तरल है तो डेल्टा का कुछ मूल्य होगा इसलिए मैं इसे लिखने और इसका विस्तार करने के लिए इस विशेष अभिव्यक्ति को तोड़ सकता हूं और तनाव के ऊपर t के सिग्मा को लिखना एक गामा शून्य की तरह G sin omega t है तो यह घटक तनाव क्षेत्र के साथ चरण में है आपके पास गामा शून्य sin omega t है और यह गामा नॉट G sin omega t और G cos omega t है इसलिए क्योंकि एक तरल पदार्थ के लिए जब आप इसे बहने वाले तनाव के लिए उजागर करते हैं लेकिन यह ठीक नहीं होता है तो उस ऊर्जा को खो दिया जाता है जिसे द्रव प्रवाह बनाने में पंप किया जाता है यही कारण है कि G को एक नुकसान मापांक के रूप में जाना जाता है वास्तव में नुकसान शीयर मापांक क्योंकि आप शीयर प्रयोगों को माप रहे हैं और G भंडारण शीयर मापांक है इसलिए दोलन संबंधी प्रयोगों को करने के लिए हम एक रियोमीटर का उपयोग करते हैं और फिर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि एक रियोमीटर के लिए आपके पास एक शंकु और प्लेट ज्यामिति हो सकती है जिसमें नीचे की प्लेट स्थिर होती है और एक शीर्ष प्लेट है जिसमें नीचे एक शंक्वाकार आकृति विज्ञान है जो नमूना के संपर्क में तुलना में है और यह घूमता रहता है तो आप वास्तव में शीर्ष चलती भाग और निचले स्थिर भाग के बीच सैंपल को स्थापित करते हैं तो एक शंकु प्लेट रियोमीटर के बजाय आपके पास एक और ज्यामिति भी हो सकती है जो एक समानांतर प्लेट रियोमीटर है इस मामले में इस शंक्वाकार ज्यामिति होने के बजाय शीर्ष में भी इस तरह की एक ज्यामिति होगी लेकिन यह घूमेगा तो आपके पास एक शंकु और प्लेट रियोमीटर हो सकता है लेकिन एक शंक्वाकार प्लेट और साथ ही एक समानांतर प्लेट रियोमीटर अब एक शंकु और प्लेट रियोमीटर सुनिश्चित करते हैं कि नमूने की पूरी शीर्ष सतह एक ही तनाव के संपर्क में है जो समानांतर प्लेट रियोमीटर के लिए सही नहीं है जहां नमूने के केंद्र में तनाव 0 है और किनारे पर तनाव अधिकतम है यह एक कारण है कि शंकु प्लेट रियोमीटर को प्राथमिकता दी जाती है तो G या G' को मापने के लिए वास्तव में जो ट्रैक किया जाता है वह इस की कोणीय स्थिति है तो आपके पास कुछ संदर्भ बिंदु हैं जो इसे घुमाता है आप इसकी कोणीय स्थिति को ट्रैक करते हैं दूसरी चीज जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं वह torque है जो उस दिए गए आवृत्ति पर नमूना को घुमाने के लिए लगाया जा रहा है आप एक रियोमीटर के साथ 2 विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं जिनमें से एक नियंत्रित दर प्रयोग कहलाता है और विचार यह है कि आप इसे किसी दिए गए आवृत्ति पर घुमाते हैं और आप ट्रैक करते हैं कि उस आवृत्ति को बनाए रखने के लिए कितना torque आवश्यक है तो एक तरह से आप उस तनाव को नियंत्रित कर रहे हैं जो आप नमूने पर लगा रहे हैं समानांतर रूप से ऑपरेशन का एक और मोड हो सकता है जिसे एक नियंत्रित तनाव ऑपरेशन कहा जाता है जिसमें आप वास्तव में नमूना पर लगाए गए टॉर्क की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और आप जो ट्रैक करते हैं वह नमूना पर कितना तनाव डालता है आइए हम संक्षेप में उन मापों को हल करते हैं जो आप रियोमीटर का उपयोग करके माप सकते हैं स्पष्ट सरल मामला एक तनाव खिंचाव संबंध है यदि एक मटेरियल लोचदार है तो इस मामले में आप इस प्रयोग पर तो लोचदार सामग्री के लिए आप या तो नियंत्रित दर मामले का उपयोग करके या एक नियंत्रण तनाव प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं तो आप इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं और मैंने यहां 2 मोड़ बनाए हैं एक नीला एक है जहां तनाव लगातार तनाव से स्वतंत्र है यह वही है जो आप निरीक्षण करेंगे तो यह लाइन का ढलान तो यह रेखा का ढलान आपको मापांक देगा आप यह क्या देखते हैं कि आप एक रैखिक लोचदार मटेरियल के लिए क्या निरीक्षण करेंगे इसलिए आपके पास चाहे जितना तनाव हो वह हमेशा उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है दूसरा मामला यह वक्र है जो आपको एक गैर रैखिक लोचदार व्यवहार देता है इसलिए यदि वक्र का ढलान बदलता रहता है अब एक चीज जिसे आप एक तनाव विश्राम प्रकार का प्रयोग भी कह सकते हैं जहां आपका इनपुट तनाव है इसलिए एक निश्चित बिंदु पर आप एक निश्चित मात्रा में तनाव देते हैं और आप इसे कुछ विस्तारित अवधि के लिए स्थिर रखते हैं और आप देखते हैं कि सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया करता है तो इन तनाव विश्राम प्रयोगों को viscoelastic नमूनों के लिए किया जाता है इसलिए आप जो देखते हैं वह तनाव के संदर्भ में होता है तत्काल प्रतिक्रिया होती है लेकिन फिर धीरे धीरे इन प्रणालियों में तनाव कम होता रहेगा तनाव कम क्यों होता रहता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि यह नेटवर्क के आंतरिक पुनर्व्यवस्था या प्रतिक्रिया की छूट का संकेत है इसलिए यह है तनाव में छूट तो आपके पास 2 मामले हो सकते हैं तो फिर से मैंने इसे 2 तरीकों से खींचा है जिसमें नीले रंग का वक्र जब यह गिरता है लेकिन यह कुछ मूल्य तक संतृप्त होता है और लाल वक्र के साथ यह पूरा 0 हो जाता है तो यह वही है जो आप लाल वक्र का निरीक्षण करेंगे आप एक viscoelastic तरल पदार्थ के लिए निरीक्षण करेंगे अंत में यह पठार शून्य होगा हालाँकि अगर यह इस नीले वक्र के मामले में कुछ परिमित मूल्य के लिए पठार है तो आप एक viscoelastic ठोस के व्यवहार को देख रहे हैं आपके पास इस नेटवर्क का संतुलन मापांक है यह इस नेटवर्क का संतुलन मापांक है आप ऐसा कर सकते हैं यह मामला है जहां आपने अपना तनाव अधिक रखा था तो आप बहुत तेजी से विरूपण लगाते हैं यही कारण है कि यह बढ़ रहा था और फिर आप तनाव के उस स्तर को बनाए रखते हैं आप प्रयोगों का एक और सेट कर सकते हैं जहां आप इसे एक बल के लिए उजागर करते हैं लगातार समय के लिए एक निश्चित मात्रा में बल के लिए इसे उजागर करें और देखें कि सिस्टम इसे कैसे प्रतिक्रिया देता है तो इस प्रकार के प्रयोगों को creep प्रयोग कहा जाता है और ये उन प्रकार के ऊतकों के गुणों पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो निरंतर तनाव में हैं उदाहरण के लिए हमारे शरीर में हड्डियां निरंतर संपीड़न के अधीन हैं या यहां तक कि आप जान सकते हैं कि रक्तचाप एक ऐसा मामला है जहां रक्त वाहिका रक्त दबाव रक्त प्रवाह के लगातार संपर्क में रहती है और उसी के कारण दबाव होता है इसलिए इन प्रयोगों को करने के लिए आपने एक विस्तारित अवधि के लिए निरंतर तनाव के नमूने को उजागर किया और उस समय के दौरान आप ट्रैक करते हैं कि कैसे तनाव विकसित हुआ है इसलिए आप तनाव प्रतिक्रिया में जो पाते हैं जैसे ही आप तनाव को लागू करते हैं तनाव होता है तात्कालिक तनाव होता है और यह व्यवहार के लोचदार घटक के लिए होता है तो तनाव तात्कालिक है और फिर तनाव में लगभग एक रैखिक वृद्धि होती है जब तक कि यह अधिकतम तक नहीं पहुंचता तो यह वक्र का हिस्सा है तो वक्र के पहले 2 भागों को creep कहा जाता है वक्र के अगले 2 भागो के बाद आप फिर से तनाव के लिए छोड़ देते है यह 0 पर जाता है जो आपको मिलता है वह एक समान प्रतिक्रिया है लेकिन यह विपरीत दिशा है फिर से तनाव में एक तात्कालिक गिरावट हैक्यों क्योंकि यह नेटवर्क के लोचदार घटक की छूट है और फिर कुछ और ड्रॉप है लेकिन यह 0 पर नहीं गिरता है यह कुछ मूल्यों पर गिरता है अगर यह कुछ मूल्य तक गिरता है तो यह हिस्सा प्रतिक्रिया का गैर वसूली योग्य हिस्सा है यह प्लास्टिक के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है आप प्रयोगों का एक और सेट भी कर सकते हैं जिसे आवृत्ति स्वीप कहा जाता है यह बहुत आम है और यही वह है जो आपको ट्रैक करने में सक्षम बनाता है कि समय बढ़ने के साथ कोलेजन नेटवर्क कैसे विकसित होगा और यह निश्चित लंबाई के लिए एक निश्चित प्रकार के तनाव के संपर्क में है समय की दर से या एक निश्चित दर पर इसलिए इस मामले में मैंने आवृत्ति के कार्य के रूप में G' और G" को जारी किया है तो वास्तव में निम्न प्रकार की आवृत्ति लॉग स्केल में भिन्न है दूसरे शब्दों में आप 0001 001 011 10 100 इत्यादि कर सकते हैं बड़ी अवधि के लिए बड़ी आवृत्ति रेंज और आप ट्रैक करते हैं कि नेटवर्क का व्यवहार क्या है तो एक बात है जो आपने देखी तो G" ब्लू वक्र वास्तव में एक निश्चित आवृत्ति रेंज के लिए लाल वक्र से ऊपर है तो शुरू में नेटवर्क प्रकृति में अधिक श्यान है लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह वास्तव में ऐसा है जहां स्टोरेज घटक पर श्यान घटक या अंतिम घटक अधिक प्रमुख है और इसलिए आप नेटवर्क को बहुत धीरे धीरे विकृत कर रहे हैं आपके पास ये आंतरिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं और सिस्टम आराम करता है लेकिन जैसा कि आप बढ़ाते हैं यदि आप बहुत अधिक आवृत्ति पर विकृत करना शुरू करते हैं तो आप जो देखते हैं वह G बढ़ता है और अंततः G' भी संतृप्त हो जाएगा इसलिए G बढ़ता है क्योंकि सिस्टम को आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है यह क्रॉसओवर बिंदु यह क्रॉसओवर बिंदु नेटवर्क के विश्राम के समय के पैमाने से मेल खाता है तो यह वही है जो आप जानते हैं कि ज्यादातर ECM नेटवर्क इस तरह का प्रदर्शन करेंगे जैसे कि हयालूरोनिक एसिड इस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करेगा आपको यह ट्रैक करने में भी रुचि हो सकती है कि एक प्रणाली कैसे व्यवहार करती है जबकि यह जैल या कुछ एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो आप क्या कर सकते हैं आप एक समय स्वीप कर सकते हैं जहां तनाव और आयाम स्थिर रखा जाता है और आप समय के एक कार्यकी के रूप में G और G" की निगरानी करते हैं इसलिए यहां एक बार फिर से आप जो देख रहे हैं वह है G इसलिए यदि हम कहते हैं कि एक जेल पॉलिमराइज़ हो रहा है तो यह G है समय के साथ बढ़ेगा और फिर G द्वारा संतृप्त होगा तो आप बहुत श्यान मेटेरियल के साथ शुरू करते हैं जो तब बहुलक और फिलामेंट्स का निर्माण करता है इसलिए अधिकतम G प्रारंभिक समय बिंदु पर है और फिर यह गिरता है क्योंकि नेटवर्क अधिक से अधिक पॉलिमराइज़ हो जाता है गैर न्यूटोनियन नेटवर्क जैसे नेटवर्क के व्यवहार की जांच के लिए आप क्या कर सकते हैं आप शीयर दर के कार्य के रूप में श्यानता को ट्रैक कर सकते हैं यह एक उदाहरण है जहां श्यानता शीयर दर के एक निश्चित मूल्य से स्थिर होती है और फिर गिर जाती है तो इस तरह के तरल पदार्थ को कतरनीशीयर पतला तरल पदार्थ कहा जाता है

हमारे पास गामा डॉट है आपके पास mu या श्यानता है तो आपके पास 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं तो यह एक न्यूटोनियन तरल पदार्थ है क्योंकि mu जब स्थिर है तो यह गामा डॉट पर कोई निर्भरता प्रदर्शित नहीं करता है जिसे आप न्यूटोनियन तरल कहते हैं तो ये दोनों अन्य तरल पदार्थ नॉन न्यूटोनियन हैं तो इसे शीयर थिनिंग द्रव कहा जाता है और दूसरे को शीयर थिकिंग द्रव कहा जाता है ताकि समय के साथ श्यानता बदल जाए तो संक्षेप में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों की संख्या काफी बड़ी है आप तनाव खिंचाव वक्र पर जा सकते हैं आप तनाव मुक्ति प्रयोगों को कर सकते हैं भले ही creep प्रयोगों आप आवृत्ति वसूली की तरह creep प्रयोगों को कर सकते हैं आप आयाम स्वीप नामक कुछ भी कर सकते हैं इसलिए जब आप G' और G"को ट्रैक करते हैं तो आपके फ़्रीक्वेंसी f में परिवर्तन होता है आप एक आयाम स्वीप में एक ही काम कर सकते हैं जहाँ आप फ़्रीक्वेंसी को स्थिर रखते हैं और आप G और G' को तनाव जो आप लगाते हैं के कार्य के रूप में मॉनिटर करते हैं यह है आयाम स्वीप का एक विशिष्ट मामला तो यहाँ आपके पास गामा है तो आपको ऐसा व्यवहार देखने को मिल सकता है तो यह कहते हैं कि G' है और जो आप देखते हैं हमें देखते हैं कि मैं इस वक्र पर G" भी लगा सकता हूं वास्तव में क्षमा करें तो यह G' है और यह G" है तो इस तरह के जाल को इस तरह के वक्र को आयाम स्वीप कहा जाता है और जो आप यहां देखते हैं वह आपके G'घटने के एक निश्चित तनाव से परे है तो G' इस विशेष मामले में स्थिर है और एक निश्चित तनाव से परे यह कम होने लगता है वर्सस G जो G की तुलना में बहुत कम था एक निश्चित मूल्य से अधिक बढ़ जाता है ऐसा क्यों होना चाहिए ये केसे हो सकता हे इससे पता चलता है कि एक निश्चित तनाव से परे आपका नेटवर्क गिरना शुरू हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप आपका G मूल्य कम हो रहा है और मेटेरियल अधिक से अधिक श्यान हो रहा है जिसके कारण G बढ़ रहा है तो इस प्रयोग को एक आयाम स्वीप प्रयोग कहा जाता है आपके पास आयाम स्वीप हो सकता है आपके पास सही समय स्वीप हो सकता है यह generation kinetics को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है और अंत में आप कर सकते हैं आप दर निर्भर श्यानता कर सकते हैं अगर मैं अभी संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा तो रियोलॉजी करने के लिए नमूना तैयार करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा इसलिए यदि आप ठोस ऊतकों को संभाल रहे हैं जैसे कि हमें यह कहना है कि हड्डी को देखना आसान है तो आपको उन्हें इस आकार के नमूनों में काट देना चाहिए डिस्क को वास्तव में नीचे की प्लेट के आकार और आकार से मेल खाना चाहिए तो यह वास्तव में व्यास में 5 से 25 मिलीमीटर के नमूने को ठीक से जकड़े हुए है और इसकी मोटाई 01 से 5 मिलीमीटर तक हो सकती है तरल नमूनों से निपटने के लिए बहुत अधिक कठिन हैं उनकी ऊंचाई एक मिलीमीटर तक सीमित होनी चाहिए क्योंकि यदि आप अधिक मात्रा में तरल डालते हैं तो यह बाद में बह सकता है आप इसे करना नहीं चाहते हैं जैलिंग स्टडी उदाहरण के लिए जब आप टाइम स्वीप प्रयोग कर रहे होते हैं तो पूरे जैल को सीधे रियोमीटर प्लेट्स के बीच और शुरुआत में सीधे टॉप कोन प्लेट रियोमीटर कोन को सीधे जैल के संपर्क में रखे बिना बनाने की जरूरत होती है तो कि जेल एक अस्थिर विन्यास के तहत बनता है और फिर आप धीरे धीरे शीर्ष प्लेट को जेल पर धकेलते हैं इसलिए इन सभी मामलों के लिए आपको sample को स्थिति में रखने के लिए थोड़ा सा कंप्रेसिव बल देना होगा और फिर आप इसे अनुभव कर सकते हैं इसलिए पिछले 2 व्याख्यानों में मैंने कोलेजन नेटवर्क के व्यवहार का सही अध्ययन करने में काफी समय बिताया था हमारे द्वारा देखे गए कुछ प्रायोगिक अवलोकन क्या हैं एक सांद्रता पर निर्भरता थी यदि मेरे पास सांद्रता है और मैं G मान को plot कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसे मान होंगे जो इस तरह से पैमाने पर होंगे लेकिन G लगभग तराजू के रूप में घनीभूत होते हैं अन्य बायोपॉलिमर नेटवर्क के लिए आपके पास यह G अभी भी C के रूप में पावर x के पैमाने पर होगा जहां x का 2 और 3 के बीच कोई मान हो सकता है तो आप गैर क्रॉस लिंक्ड या नॉन क्रॉस लिंक्ड कोलेजन नेटवर्क के कोलेजन नेटवर्क के एक तनावपूर्ण कठोर व्यवहार का भी निरीक्षण कर सकते हैं जहां G मूल्य बदल गए हैं इसलिए अगर मैं तनाव के एक कार्य के रूप में G' plot करता हूं निश्चित तनाव से परे आपके पास यह वृद्धि है और फिर यदि आप इसे उच्च सांद्रता पर करना चाहते हैं तो यह वक्र बस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो यह स्ट्रेन स्टीफनिंग है और जैसा कि हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि इस प्रकार के स्ट्रेन स्टीफनिंग बिहेवियर को उस दिशा में अलग अलग फाइब्रिल्स के संरेखण द्वारा प्रेरित किया जाता है जिसमें आप बल लगा रहे हैं हालाँकि इन मामलों में एक बार जब यह नई दिशा के साथ संरेखित हो जाता है तो नेटवर्क पुनः प्राप्त नहीं करेगा यह मूल कॉन्फ़िगरेशन है आपको यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है कि यह वास्तव में नेटवर्क को पार करना है आपके पास विरूपण होगा और फिर वह विरूपण जारी किया जाएगा जब आप नेटवर्क को आराम देंगे तो यह वापस चलेगा यह मूल कॉन्फ़िगरेशन है अब एक बात यह है कि हमें नॉन लीनियर स्टीफनिंग की आवश्यकता क्यों है इन नेटवर्क के इन नॉन लीनियर स्टीफनिंग की व्यावहारिक प्रासंगिकता क्या है संकेत ऊतकों पर है जब वे बलों के अधीन होते हैं जो ऐसा करता है जैसा कि नेटवर्क कठोर और कठोर हो जाता है इसका मतलब है कि सेल के लिए भी यह ख़राब करना मुश्किल है यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि लोडिंग के परिणामस्वरूप ऊतक क्षतिग्रस्त नहीं होता है लेकिन यह पुनः प्राप्त करता है कि यह मूल स्थिति है तो गैर रैखिक कठोरता वास्तव में एक उदाहरण की रक्षा करती है इसके साथ मैं अगली कक्षा तक इस व्याख्यान को रोक देता हूं हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोटीन के स्तर पर गैर रेखीय कठोरता को भी एन्कोड किया जा सकता है